पिछले व्याख्यान में हमने कृष्णिका को एक गोलाकार गुहा के रूप में परिभाषित किया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि यदि मैं कृष्णिका के विकिरण का अध्ययन करना चाहता हूँ तो मैं गोलाकार गुहा से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर सकता हूँ अब जब मैं एक गोलाकार गुहा लेता हूँ तो मैं गुहा में ऊर्जा घनत्व u नामक कुछ परिभाषित करने जा रहा हूँ और जब मैं ऊर्जा घनत्व कहता हूँ तो मेरा मतलब है कि u गुहा में विकिरण का ऊर्जा घनत्व है यह विकिरण कहाँ से आता है तो जो देखा जाता है वह यह है कि यदि वस्तु को ताप T तक गर्म किया जाता है तो यह गुहा को विकिरण से भर देता है जैसा कि आपने पिछले हमारे व्याख्यान में कोयले का उदाहरण देखा था जब मैं इन कोयले को जलाता हूँ तो एक गुहा बनती है जिससे आप लाल प्रकाश को निकलते हुए देख सकते हैं तो ताप के साथ यह विकिरण उत्पन्न होता है सही और फिर यह विकिरण से भर जाता है सभी विकिरण और अगर मैं गुहा में एक छोटा सा छिद्र करता हूँ तो विकिरण यहां से निकलने लगता है और यह वह विकिरण है जिसका हम अध्ययन करते हैं तो अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ u और कैविटी की उत्सर्जक शक्ति के बीच क्या संबंध है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ धीरे धीरे हम यह निर्मिति करेंगे कि उत्सर्जक शक्ति जो कि u पर निर्भर करेगी और और अंत में हम जहाँ आ रहे हैं वह u का अध्ययन है जो कि उत्सर्जक शक्ति का अध्ययन करने जितना ही अच्छा है यदि आप गुहा से निकलने वाले विकिरण को समझने जा रहे हैं और u गुहा के अंदर ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले दोलित्रों से संबंधित होगा जो गुहा के अंदर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं इसलिए हम इन सभी राशियों को संबद्ध करना चाहते हैं तो आइए इस संबंध को जानते हैं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस गुहा को लूंगा और इस छिद्र का क्षेत्रफल a है और विचार करें कि कितना विकिरण बाहर आता निकलता है तो मैं क्षेत्र के लंबवत कोण θ के लिए देखता हूँ कोण θ को ठोस कोण d में देखता हूँ और देखता हूँ कि मैं कितना विकिरण एकत्र करता हूँ तो मुझे इसे धीरे धीरे बनाने दें तो मैं यह चित्र फिर से बनाऊंगा यह कैविटी है और मैं ठोस कोण में देख रहा हूँ यदि मैं दूरी r पर देखता हूँ और लंबाई Δ r की एक छोटे आयतन पर विचार करता हूँ तो छायांकित क्षेत्र Δ V का यह आयतन dr2Δr के अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर विकिरण ऊर्जा dr2Δru के बराबर है जो कि इसके अंदर विकिरण घनत्व है और यह विकिरण समदैशिक होने के कारण चारों ओर जा रहा है तो यह विकिरण इस क्षेत्र से चारों ओर ठोस कोण में जा रहा है तो इस विकिरण के क्षेत्र a के छिद्र में आने की प्रायिकता ΔV4π के आयतन द्वारा बनाए गए ठोस कोण के बराबर होगी क्योंकि 4π वह ठोस कोण है जिसमें यह सारा विकिरण जा रहा है इसलिए यदि मैं बिंदुओं और आयतन V पर a द्वारा बनाया गया ठोस कोण 4π की गणना करता हूँ जो कि प्रायिकता होने वाली है तो चलिए ऐसा करते हैं तो यहाँ यह गुहा है यह छायांकित क्षेत्र था और यह a है तो इसका लंबवत काट क्षेत्र क्योंकि यह कोण थीटा है यह लंबवत काट क्षेत्र है यह भी यहां से थीटा है इसलिए यदि मैं इसे बड़ा करता हूँ तो यह a है और यह लंबवत काट क्षेत्र है यह कोण थीटा है तो यह एक cosθ होने जा रहा है अत a द्वारा बनाया गया ठोस कोण cosθr2 होगा तो प्रायिकता जिस के बारे में मैं बात कर रहा था वह विकिरण इस क्षेत्र में a cosθ4πr2 होने जा रही है ठीक है तो अब हमारे पास आयतन V से क्षेत्र a तक आने वाले विकिरण की मात्रा प्रायिकता a cosθ4πr2 times विकिरण होने वाली है वह वहाँ निहित है जो बाहर जा रहा है और उसमें निहित विकिरण की मात्रा कुछ नहीं बल्कि dr2ru है मैं इस r2 को रद्द करने जा रहा हूँ यह au4cosθdΩΔr आयेगा ठीक है तो अब समय Δt में rcΔt में निहित सभी विकिरण क्षेत्र a से दूरी c t तक क्षेत्र a में आते हैं तो Δt समय में निकलने वाला कुल विकिरण au4cosθcΔt c होगा जहाँ c प्रकाश की गति है तो यह वह है जो मैंने ज्ञात किया है हमें पता चला कि अगर मेरे पास इस तरह की गुहा है यह क्षेत्र a है तो कोण से से आने वाला विकिरण Eau4dct है जो कि Et1au4cd होने वाला है और यदि मुझे हर तरफ से आने वाली शक्ति की गणना करनी है तो यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ मुझे d पर समाकलन करना होगा तो प्रति यूनिट क्षेत्र में कुल शक्ति जो 1aEt समाकलन इस पूरी चीज़ पर u4c होने जा रहा है d dϕdcosθ होने जा रहा है मैं यहाँ पर a cosθ भूल गया था cosθ यहाँ cosθ यहाँ जो कुछ नहीं बल्कि u4c है dϕ समाकलन 0 से 2 है और cosθ 0 से 1 तक समाकलन होता है cosθ d जो और कुछ नहीं बल्कि u4c212 है जो uc4 है प्रति इकाई क्षेत्र से निकलने वाली कुल शक्ति और कुछ नहीं बल्कि तीव्रता है और यह भी उत्सर्जक शक्ति के बराबर है और मैं इसे गुहिका e के रूप में लिख सकता हूँ क्योंकि यह एक कृष्णिका की उत्सर्जक शक्ति है तो हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह एक कृष्णिका के लिए है जो प्रति इकाई समय क्षेत्र में एक गुहिका की उत्सर्जक शक्ति द्वारा दर्शाया गया है uc4 जहां u ऊर्जा घनत्व है और c प्रकाश की गति है